अब मैं आपको वर्चुअल रियलिटी लैब दिखाने के लिए ले जा रहा हूं और यह लैब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग IIT Kharagpur में है जो प्राथमिक नेतृत्व में डायरेक्टर और प्रोफेसर जे मांइती जो इंडस्ट्रियल और सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं और उनके साथ कई और फैकल्टी के सदस्यों ने और खुद को शामिल करने के साथ साथ हमने यह विशेष प्रयोगशाला विकसित की है तो मैं अब प्रोफेसर जे मांइती जो इंडस्ट्रियल और सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड है और इस लैब के प्रिंसिपल डेवलपर भी है उन से निवेदन करता हूं कि वह हमें इस लैब के बारे में कुछ बताएं शुक्रिया प्रोफेसर मिश्रा यह लैबोरेट्री सेफ्टी एनालिटिक्स और वर्चुअल लैबोरेट्री का एक हिस्सा है और यह लैब 2016 में प्रोफेसर पार्थो प्रथीम चक्रबर्ती हमारे डायरेक्टर के सलाह के तहत पर बनाया गया है इसमें मुख्य रूप से दुर्घटना अनुसंधानऔर सिमुलेशन प्रोटोटाइप के लिए कल्पना हो गई थी जैसा की आप सब जानते है कि हम इंडस्ट्री के अंदर एक्सीडेंट्स को बना नहीं सकते ना ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसलिए हमारा लक्ष्य यह था कि हम एक इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाए और उसके साथ अलग अलग एक्सीडेंट भी डिवेलप करें यह लैबोरेट्री सुसज्जित है हाय एंड कंप्यूटिंग प्रोजेक्शन सिस्टम इमर्सिव सिस्टम ट्रेकिंग नेवीगेशन सिस्टम इसके अलावा लैबोरेट्री में अन्य उपकरण या सहायक उपकरण हैं और इसमें विशेष रूप से औद्योगिक IoT के क्षेत्र में बहुत सारे अनुप्रयोग हैं और हम इस विशेष सुविधा के माध्यम से लेबोरेटरी को देख सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद प्रोफेसर मांइती मैं आपको पहले मिस्टर क्रांति से जान पहचान करवाता हूं जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग IITKharagpur के PhD के विद्यार्थी है जो प्रोफेसर मांइती के अंतर्गत काम करते हैं मैं क्रांति से पूछना चाहता हूं कि क्या वह हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपोनेंट के बारे में बता सकते हैं जी हां जरूर तो हमारे पास अलग अलग ट्रैकिंग और हेड माउंटेड डिस्पले जैसे इक्विपमेंट्स है जो वर्चुअल रियालिटी एक्सपेरिमेंट में मदद आते हैं तो हमारे पास कई प्रकार के डाटा ग्लोवं यानी दास्ताने है जो उंगलियां उंगलियों की मोशन को ट्रैक करने में मदद करता है तो यह डाटा ग्लोवं दास्तान मैं 14 प्रकार के सेंसर हैं जो आपके उंगलियों के मोशन और कलाई के मोशन से जुड़ा हुआ कुछ भी होगा उसे डिटेक्ट करेगा किस प्रकार के सेंसर होतेहैं सर पाईजोइलेक्ट्रिक सेंसर उसी तरह हमारे पास यह हैंड ट्रैकर है आपको इस हैंड ट्रैकर को आपकी कलाई में इस तरीके से लगाएंगे तो वह कुछ भी चेक कर लेगा जब आप कुछ वस्तु को कब्जा करेंगे और कुछ वस्तु को स्थानांतरित करेंगे तो आप इसे पकड़ सकते हैं और आप उस वस्तु को किस बल से पकड़ रहे हैं वह भी पता लग सकता है उसके अलावा हमारे पास है हैंड ट्रैक्टर है मैं आपको दिखाता हूं कि हैंड ट्रैक्टर HMD के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं तो HMD को इस्तेमाल करते हैं तब आप महसूस कर सकते हैं कि आप उस वातावरण मैं डूब जाते हैं तो जब आप उस वातावरण में चल रहे हैं और आपका सिर अलग अलग दिशा में घूमता हैऔर हैंड ट्रैक्टर के मदद से आपकी हेड की मूवमेंट पता लग सकती है तो यह सारे वर्चुअल रियलिटी के इक्विपमेंट्स है यह सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा आप वर्चुअल रियालिटी को महसूस कर सकते हैं जब आप HMD को पहनेंगे तब आपको बाहरी वस्तु नहीं दिखेगी जब आप अंदर चलेंगे तब आप इस वातावरण को महसूस कर सकते हैं इसके अलावा हमारे पास एक आई ट्रैकर है जो सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब भी आप अपनी आंखें को घुमा रहे हैं तब यह उसको कैप्चर कर लेगा जो कंप्यूटर से कनेक्ट होगा तो जब आप किसी इंसान को देख रहे हैं जो एक खतरनाक जगह पर काम कर रहा है या कहीं भी काम कर रहा है तो आपको उस एक्सीडेंट्स सीनारियों का पता लग सकता है यह सारे उपकरणों हमारे वर्चुअल रियलिटी लैब में है धन्यवाद क्रांति तो क्या आप वर्चुअल रियलिटी के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में बात कर सकते हैं विशेष रूप से औद्योगिक संदर्भ में और विशेष रूप से कुछ ऐसा जो लैब में रुचि रखता है तो वर्चुअल रियालिटी माइनिंग उद्योग हेल्थ केयर उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है माइनिंग उद्योग में मूल रूप से इसका उपयोग भूमिगत कोयला खनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है जब भी वे बहुत जटिल क्षेत्र में जा रहे होते हैं उनको पता होना चाहिए कि वह जो काम करने जा रहे हैं उसमें कितना जोखिम है तो अगर एक सर्जन किसी मरीज की संचालन करने जा रहा है तो वह वर्चुअल रियलिटी के मदद से कर सकता है वर्चुअल रियलिटी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में असेंबली ऑटोमेशन सिमुलेशन को प्रदर्शन करने में मदद करता है फायर फाइटर भी वर्चुअल रियलिटी के मदद से ट्रेन होते हैं बढ़िया क्या आप हमें ऐसा कुछ दिखा सकते हैं अपने स्क्रीन पर जी हां हम फिलहाल एक दुर्घटना डेवलपमेंट परिदृश्य पर काम कर रहे हैं तो हमने एक फैक्ट्री सिमुलेशन वर्कप्लेस का परिदृश्य विकसित किया है जहां पर हम कुछ दुर्घटना परिस्थिति अनुभव करें तुम्हें आपको अब दुर्घटना कार्यस्थल पर ले जा रहा हूं जहां पर आप विजुलाइज कर सकते हैं यह पूरा बना हुआ कार्यस्थल है जो कुछ समय में ही बनाया गया है तो हमने इसके लिए कुछ डाटा का इस्तेमाल किया है जिससे हम समझ सके 3D मॉड्यूल कैसे बनाते हैं सबसे पहले हमने 3D मॉड्यूल को सॉफ्टवेयर जैसे सॉलि़ड वर्क गूगल स्केचअप और माया की मदद से बनाया 3D मॉडल को बनाने के बाद हमने टेक्सचर पर ध्यान दिया क्योंकि टेक्सचर असली एहसास करवाता है हमें रियल वर्चुअल रियलिटी में असली वातावरण का आभास करना पड़ता है तो हमें हर एक वस्तु को टेक्सचर देना पड़ता है हमने फिर गेम इंजन जो अनरीयल इंजन है के द्वारा अलग अलग सिमुलेशन किए फिर हमारे ऑपरेशन के अनुसार हमारी आवश्यकता के अनुसार हमने विभिन्न प्रकार के दुर्घटना परिदृश्यों और विभिन्न प्रकार के सिमुलेशन मानक संचालन प्रक्रियाओं का निर्माण किया जो इस विशेष वातावरण के अंदर पालन किए जाते हैं तो जिस परियोजना पर हम काम कर रहे हैं उसका यह पूरा प्रदर्शन क्रांति जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप HMD के अंदर देख सकते हैं अगर हम इस HMD को पहनेंगे तो हमें अंदर का वातावरण पता लग जाएगा दो प्रकार के वर्चुअल रियालिटी होते हैं एक जो डिस्पले बेस्ड होता है या प्रोजेक्शन बेस्डऔर दूसरा जो आपका कंप्यूटर वर्चुअल रियलिटी होता है तो इस वातावरण को डेक्सटॉप वर्चुअल रियलिटी पर देख सकते हैं पर आप उसे महसूस नहीं कर सकते तो जब मैं यह HMD पहनता हूं तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस वातावरण में मिल गया हूं या मैं उस वातावरण में काम कर रहा हूं जैसे ही मैं अलग अलग दिशा में घूम रहा हूं वैसे ही मुझे अलग अलग उपकरण दिखाई देती है जो इस कार्यस्थल पर डिजाइन की गई है इसलिए यदि ऑपरेटर कुछ ऑपरेशन करेगा तो मैं ऑपरेटर के रूप में काम करूंगा तो मैं कुछ कार्यस्थल पर जाऊंगा और मेरा कार्य करूंगा तो मैं यह सारा काम खुद कर सकता हूं और मैं उस वातावरण में मैं एक विशेष उपयोगकर्ता के रूप में कार्य करूंगा शुक्रिया क्रांति जी तो हमने वर्चुअल रियालिटी की मदद से उपकरणों के बुनियादी ढांचे देखें और साथ ही हमने HMD वर्चुअल रियलिटी आदि देखा हम प्रशिक्षित और अनुकरण करने में सक्षम है वास्तविक परिदृश्य के सामने आने से पहले ही विभिन्न परिदृश्य देखने को मिल जाते हैं तो जैसा की क्रांति ने कहा कि अलग अलग परिदृश्य है जहां पर हम वर्चुअल रियलिटी के आवेदन देख सकते हैं उदाहरण के लिए माइनिंग उद्योग में या फिर हेल्थ केयर में जहां पर डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस वर्चुअल रियालिटी के द्वारा कर सकते हैं तो मैं प्रोफेसर माइती से पूछना चाहता हूं की क्या और कुछ वर्चुअल रियालिटी फैसिलिटी के बारे में जानने जैसा है सबसे पहले तो मैं क्रांति जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से वर्चुअल रियलिटी के बारे में समझाया और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वहाँ पर हम वर्चुअल रियलिटी के लिए विभिन्न चरणों कि मॉडलिंग और सिमुलेशन और ट्रैकिंग कर रहे हैं सबसे पहला वाला है हाई एंड सिस्टमजो इमेज के काम आता है या फिर कह सकते हैं कि कई प्रोजेक्टर को प्रोजेक्ट करने में काम आता है तो सबसे पहला इमेज जनरेशन होता है दूसरा इमेज रिजेक्शन होता है और फिर उद्योग वातावरण या वास्तविक वातावरण बनाया जाता है और फिर सब सिम्युलेटेड सिंक्रोनाइज में चलता है और फिर उपयोगकर्ता के साथ काम कैसे करें जैसा की क्रांति जी ने आपको सारे उपकरणों को दिखा दिया है मुख्य रूप से हाथ के दस्ताने फिर सिर और हाथ पर नजर रखने वाले और फिर उन सभी चीजों और सेंसर के साथ नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके जिन्हें आप मूल रूप से पर्यावरण में अपने आप को पाएंगे प्री प्लान प्रोग्राम के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं हमने यह लैब दुर्घटना के कारण की मॉडलिंग और दृश्य के सिमुलेशन के लिए की और ऐसा कई सारी उद्योगों में होता है लेकिन हम हेल्थ केयर वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट और पायलट जो हवाई जहाज की ट्रेनिंग करना चाहता हूं उसके लिए भी हमने वर्चुअल रियलिटी फैसिलिटी को बनाया है मैं यह कहना चाहता हूं कि खतरनाक सिस्टम जैसे वायलेंट गैस माइनिंग केमिकल स्टील मैन्युफैक्चरिंग समुद्र के नीचे या ऊपर चाहे वह जगह पर लोग काम कर रहे हो या वह जगह अभी भी बन रही हो वह बहुत ही बड़ा काम है मैं प्रोफेसर माइती को शुक्रियाह करना चाहता हूं कि हमें इस जानकारी के बारे में बताना और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस वर्चुअल रियलिटी की क्षमता के बारे में जानकार करवाया तो यह कई सारे आवेदन के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे पायलट को ट्रेन करना विभिन्न प्रकार की माइनिंग पानी के अंदर गहराई में काम करना जो की खतरनाक स्थिति है ऊंचाई पर काम करने वाली स्थिति भी खतरनाक है इसलिए कई चीजें यहां की जा सकती हैं जिसमें फायर सेफ्टी वर्कर्स को भी इधर ट्रेन किया है ड्राइविंग में भी मदद कर सकता है जब किसी ड्राइवर को ट्रेन करना हो तो और कई प्रकार के आवेदन इस वर्चुअल रियालिटी के हैं और सबसे ज्यादा हम उद्योग के वर्चुअल रियलिटी के वातावरण पर आधारित है जो विशिष्ट प्रकार की समस्या के लिए बनाया जा सकता है जिसे संबोधित किया जा रहा है इसीलिए उद्योग के इस्तेमाल के लिए कई सारे आवेदन है खास करके उद्योग 40 उद्योग 40 और इंडस्ट्रियल IOT यह दोनों वर्चुअल रियलिटी के आवेदन हैं और इसी के साथ में प्रोफेसर माईती और मिस्टर क्रांति को शुक्रिया करना चाहता हूं एक और उपकरण है जो है 3D लेजर स्कैनर जो वर्चुअल रियालिटी फैसिलिटी में इस्तेमाल किया जाता है तो यह जो आप देख रहे हैं वह है 3D लेजर स्कैनर तो मैं क्रांति जी और अवीदेव जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं और यह कैसे काम करता है यह एक डिजिटाइजिंग डिवाइस है हम इसे 3D लेजर स्कैनिंग भी कह सकते हैं यह क्या करता है यह वातावरण का डाटा को कैप्चर करता है अगर हमारे पास कोई 3D मॉडल या फिर 2D ड्रॉइंग किसी कार्यस्थल का ना हो तो तो हम डिजिटल 3D लेजर स्कैनिंग को कैप्चर करते हैं और 3D मॉडल या कोई भी तरह का मॉडल या ड्राइंग को बना सकते हैं तो आप उस उपकरण को एक कार्य स्थल पर जाते हैं और फिर 500 या 600 मीटर की दूरी पर वह सारे कंपनी जो वहां पर मौजूद है उसे कैप्चर कर लेगा प्वाइंट क्लाउड के फॉर्म में तो आखिरकार प्वाइंट क्लाउड को एक सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा जो आपको एक 3D मॉडल देगा तो 3D मॉडल इनको बनाने के वजह हम इसके द्वारा एक फाइनल 3D मॉडल बना सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद वास्तविक औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए 3D मॉडलिंग जो वर्चुअल रियलिटी मॉडल में आवश्यक है तो हम इस उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें 3 प्वाइंट क्लाउड के द्वारा 3D मॉडल मिल सकता है और सॉफ्टवेयर के द्वारा या फिर प्रोग्राम के द्वारा हमें 3D वातावरण मिल सकता है आपको वर्चुअल रियलिटी दिख रही है धन्यवाद